शुभ दोपहर पिछली कक्षा में हमने कॉस्ट मॉनिटरिंग और अर्न वैल्यू के बारे में चर्चाकी थी अब देखते हैं कि हम प्रायोरिटी कैसे कर सकते हैं हम एक्टिविटी मॉनिटरिंग की प्रायोरिटी कर सकते हैं इसलिए पहले मॉनिटरिंगको प्रायोरिटी देगा फिर देखेगा कि कोई प्रोजेक्ट लेट हो रहा है या नहीं कैसे ट्रैक की योजना बनाई प्रोजेक्ट को वापस पाने के लिए ओरिजिनल टारगेट के लिए इसलिए अब तक हमने मान लिया है कि किसी प्रोजेक्ट के सभी पहलू यह मॉनिटरिंग को लागू करने की डिग्री के संदर्भ में इक्वल ट्रीटमेंट या समान उपचार प्राप्त करेगा इसका मतलब है कि मॉनिटरिंग के दौरान हम सभी एक्टिविटीज को समान रूप से व्यवहार कर रहे हैं हमने मान लिया है कि मॉनिटरिंग के दौरान वे सभी एक्टिविटीज या एक्टिविटीयों को समान रूप से ट्रीटमेंट प्रदान करेंगे लेकिन वास्तव में व्यवहार में ऐसा नहीं होता है कि कुछ एक्टिविटीयों को अधिक प्रायोरिटी या प्रायोरिटीकरने की आवश्यकता होती है कुछ एक्टिविटीयों के लिए उन्हें कम प्रायोरिटी की आवश्यकता होती है अब देखते हैं कि हम विभिन्न एक्टिविटीयों को कैसे प्रायोरिटी कर सकते हैं उदाहरण के लिए जो महत्वपूर्ण पथ एक्टिविटीज हैं उन्हें अधिकतम प्रायोरिटी हाईएस्ट प्रायरिटी दी जानी चाहिए लेकिन जो सक्रिय हो रही हैं जो कम चल रही है तो हम बिना किसी फ़्लोट के एक्टिविटीयों को प्रायोरिटी दे सकते हैं फिर एक्टिविटीयाँ एक विशिष्ट फोल्ड फ्लोट से कम होती हैं और हम अधिक जोखिम वाली एक्टिविटी को भी कुछ प्रायोरिटी दे सकते हैं और हम उन एक्टिविटीज पर भी विचार कर सकते हैं जो महत्वपूर्ण रिसोर्सेज का उपयोग करती हैं तो इस तरह हम कुछ प्रायोरिटीज या प्रायोरिटीओं के आधार पर या अलग अलग एक्टिविटीयों के लिए कुछ प्रायोरिटीओं को असाइन करेंगे हम पहले महत्वपूर्ण पथ एक्टिविटीयों के बारे में देखेंगे हम जानते हैं कि यदि किसी महत्वपूर्ण मार्ग पर किसी एक्टिविटी में देरी हो रही है तो वह होगा जाहिर है पूरे प्रोजेक्ट के पूरा होने में देरी का कारण है इसलिए महत्वपूर्ण पथ एक्टिविटीयों को पास से मॉनिटरिंग के दौरान उन्हें बहुत उच्च हाय प्रायरिटी दी जानी चाहिए अन्यथा प्रोजेक्ट की कंपलीशन डेट में देरी होगी और हम टारगेट लाइन को पूरा नहीं कर सकते तो क्रिटिकल पथ एक्टिविटीज इसका मतलब है क्रिटिकल पाथ पर होने वाली एक्टिविटीज बहुत उच्च प्रायोरिटी दी जानी चाहिए इसी तरह ऐसी एक्टिविटीयाँ जिनमें कोई फ्लोट नहीं है मुक्त फ्लोट के साथ एक्टिविटीज को भी मॉनिटरिंग के दौरान उन्हें कुछ प्रायोरिटी दी जानी चाहिए हमने पहले ही कुछ कक्षाओं में उसकी चर्चा की है कि मुफ्त फ्लोट क्या है मुफ्त फ्लोट यह उस समय की राशि का प्रदर्शन करता है जो एक एक्टिविटी में देरी बिना किसी भी बाद की एक्टिविटी को प्रभावित किए बिना हो सकती है इसलिए हम कुछ एक्टिविटीज के साथ कुछ खाली समय उपलब्ध कर सकते हैं जैसे कि अगर कुछ तात्कालिकता होती है उस एक्टिविटी में थोड़ी देरी हो सकती है तो उस खाली समय का उपभोग किया जा सकता है इसलिए हम फ्री फ्लोट को परिभाषित करते हैं क्योंकि यह एक सलेक टाइम या एक फ्री टाइम है तो यह मुफ्त की राशि है ऐसा समय जो एक एक्टिविटी में देरी कर सकता है ताकि बाद की अन्य एक्टिविटीज प्रभावित न हों वे टारगेट डेटस हैं जो उनकी कंपलीशन डेटस को प्रभावित नहीं करेंगी अब आपको एक एक्टिविटी में देरी दिखाई देती है जिसमें कोई फ्री फ्लोट नहीं है यह बाद में कम से कम कुछ बाद की एक्टिविटी में देरी करेगा यदि देरी कुल फ्लोट वैल्यू से कम है तो क्या होगा इसमें देरी नहीं हो सकती यदि यह कुल फ्लोट से कम है तो यह प्रोजेक्ट पूरा होने की डेट में देरी नहीं कर सकता है लेकिन अगर देरी कुल फ्लोट से अधिक है तो यह अन्य एक्टिविटी को प्रभावित करेगा यह प्रोजेक्ट के पूरा होने की डेट में देरी करेगा यह पूरे प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट के पूरा होने की डेट में देरी करेगा अब इन बाद की देरी के गंभीर प्रभाव हो सकते हैं इस तरह से अगर एक एक्टिविटी है एक अन्य एक्टिविटी को प्रभावित करना दूसरी एक्टिविटी को प्रभावित करना यदि हम इसे बदल रहे हैं तो उनके निष्पादन की डेटस क्या हैं बाद की एक्टिविटीयों में उन्हें देरी हो रही है फिर बदले में पूरी प्रोजेक्ट की समाप्ति तिथि प्रभावित होगी और यह देरी होगी इसलिए इस कारण बाद में देरी होने से रिसोर्सेज पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है शेड्यूल भी क्योंकि यह बाद की एक्टिविटी में देरी करता है इसका मतलब है कि उस एक्टिविटी के लिए रिसोर्सेज यह अब उस एक्टिविटी के पूरा होने के लिए उपलब्ध नहीं है और अन्य एक्टिविटीयाँ वे अब उस एक्टिविटी द्वारा आयोजित रिसोर्सेजों की प्रतीक्षा कर रहे होंगे जिनके पास कोई स्वतंत्र फ़्लोट नहीं है लेकिन इसमें देरी हो रही है इसलिए मॉनिटरिंग प्रक्रिया के दौरान इन एक्टिविटीयों को भी प्रायोरिटी करना चाहिए अगला एक स्पेसिफाइड फ़्लोट से कम एक्टिविटीयों के साथ है मान लें कि आप कह रहे हैं कि फ़्लोट एक सप्ताह है और अगर एक्टिविटी में 1 सप्ताह से अधिक की देरी हो रही है तो क्या होगा जाहिर है इसके बाद की एक्टिविटीयां जो समय सीमाएं याद की जाएंगी इसलिए इसीलिए हमें एक स्पेसिफाइड फ्लोट से कम एक्टिविटीयों के साथ कुछ प्रायोरिटी करना चाहिए शायद 1 सप्ताह या 2 सप्ताह या इस तरह इसलिए यदि किसी एक्टिविटी में 1 सप्ताह या उससे कम समय में बहुत कम फ्लोट है तब इस फ्लोट का उपयोग कर सकते हैं इससे पहले कि नियमित एक्टिविटी मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट मैनेजर के ध्यान में आए और इसलिए क्या होगा यह एक्टिविटी जो एक स्पेसिफाइड फ्लोट से कम रही है यदि देरी के कारण पूरे फ्री टाइम का उपभोग किया जाता है तो क्या होगा यह एक अभिनेता बन जाएगा जो महत्वपूर्ण एक्टिविटी है और यह समस्या पैदा करेगा तो यही कारण है कि उन एक्टिविटीयों को बारीकी से मॉनिटरिंग करना एक आम बात है जो कम से कम हैं या जिनके पास एक स्पेसिफाइड फ्लोट से कम है शायद 1 सप्ताह का मुफ्त फ्लोट या उस तरह का इसी तरह उच्च जोखिम वाली एक्टिविटीयों को भी मॉनिटरिंग के दौरान कुछ प्रायोरिटी दी इसलिए आप कई मामलों में जानते हैं कि उच्च जोखिम वाली एक्टिविटीयों के एक समूह की पहचान की जानी चाहिए तो एक्टिविटीयाँ उपयोगकर्ता की लागत जो जोखिम भरी होती है यदि कोई डेडलाइन छूट जाती है या तो एक गंभीर परिणाम होगा तो ये इसलिए पहले हमें उच्च जोखिम एक्टिविटीयों के सेट की पहचान करनी होगी और प्रारंभिक जोखिम प्रोफाइलिंग एक्सरसाइज के हिस्से के रूप में मुझे उम्मीद है कि आप इस जोखिम से निपटने के तरीकों को पहले ही पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे इसलिए पहले हमें उच्च जोखिम वाली एक्टिविटीयों के एक समूह की पहचान करनी होगी और फिर आप देखेंगे कि आप पहले से ही पीईआरटी के बारे में जान चुके हैं इसलिए यदि आप PERT का उपयोग कर रहे हैं तब फिर क्या होगा आप आसानी से पहचान सकते हैं कि उच्च जोखिम वाली एक्टिविटीयाँ कौन सी हैं हमें उन एक्टिविटीयों के लिए उच्च जोखिम को पहचानना चाहिए जिनके पास एक उच्च ऐस्टीमेटेड ड्यूरेशन वेरियस है तो जो एक्टिविटीयाँ अधिक हो रही हैं किस वैरियेंस को वे सबसे अधिक जोखिम भरा मानते हैं और आपको उनकी मॉनिटरिंग करते समय कुछ प्रायोरिटी देनी चाहिए तो इन एक्टिविटीयों पर बहुत ध्यान दिया जाएगा उनकी बहुत बारीकी से मॉनिटरिंग की जानी चाहिए क्योंकि वे शेड्यूल को खत्म करने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं या हो सकता है कि बजट को ओवरस्पेंड करने की संभावना सबसे अधिक हो तो आपको पर्याप्त ध्यान देना चाहिए इन एक्टिविटीयों की मॉनिटरिंग के दौरान आपको इन एक्टिविटीयों को संभालने में अधिक प्रायोरिटी देनी चाहिए फिर महत्वपूर्ण रिसोर्सेजों का उपयोग करके एक्टिविटीयाँ देखें कि कुछ रिसोर्सेज हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और वे महत्वपूर्ण रिसोर्सेज बहुत कम हैं इसलिए जो एक्टिविटीयां इन महत्वपूर्ण रिसोर्सेजों का उपयोग कर रही हैं उन्हें भी बहुत सावधानी से मॉनिटरिंग करनी होगी इसलिए एक्टिविटीयां भी महत्वपूर्ण हो सकती हैं क्योंकि वे बहुत महंगी हैं बस आप स्पेशलाइज कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्रामर के मामले के उदाहरण पर विचार कर सकते हैं और वे कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्रामर बहुत महंगे हैं इसलिए जो एक्टिविटीयाँ उन विशेष कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्रामर का उपयोग कर रही हैं वे बहुत महत्वपूर्ण हैं ये कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्रामर केवल कुछ दिनों के लिए किराए पर लिए जाते हैं यदि उन कुछ दिनों के भीतर 1 महीने का कहना है तो आप नौकरी को पूरा नहीं कर सकते हैं तो वे उस 1 महीने से आगे नहीं रह सकते हैं या यदि वे रहेंगे तो फिर से वे बहुत अधिक राशि वसूल करेंगे इसलिए यही कारण है कि वे एक्टिविटीयों को भी महत्वपूर्ण बना सकते हैं क्योंकि वे महंगे हैं इसलिए स्टाफ या अन्य रिसोर्सेज सीमित अवधि के लिए ही उपलब्ध हो सकते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले ही एक विशेष कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्रामर को बताया है जो वे शायद 1 महीने के लिए किसी एक्टिविटी के लिए उपलब्ध हो सकते हैं यदि आप 1 महीने के भीतर अपना काम पूरा नहीं करते हैं तब वे बने रहेंगे या नहीं भी रहेंगे तो वे बहुत अधिक राशि वसूल करेंगे तो इसीलिए इसलिए आपको यह बताना होगा कि आपके पास रहते समय उनकी क्या विशेष प्रायोरिटी है मॉनिटरिंग आपको उनकी प्रगति की बारीकी से मॉनिटरिंग करनी चाहिए इसलिए स्टाफ या अन्य रिसोर्सेज सीमित अवधि के लिए ही उपलब्ध हो सकते हैं खासकर अगर वे प्रोजेक्ट टीम के बाहर नियंत्रित होते हैं तो वे बाहर से नियंत्रित होते हैं अब किसी भी घटना में एक महत्वपूर्ण रिसोर्सेज की मांग करने वाली एक्टिविटी को उच्च स्तर की मॉनिटरिंग की आवश्यकता होती है इसलिए अगर एक प्रोजेक्ट है अगर कुछ एक्टिविटीयां हैं जो एक महत्वपूर्ण रिसोर्सेज की मांग करती हैं उनकी उच्च प्रायोरिटी के साथ मॉनिटरिंग की जानी चाहिए अब हम इस प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग के लिए एक और पहलू देखेंगे जो प्रोजेक्ट प्राप्त कर रहा है वापस टारगेट पर माना कि आपने कोई योजना बनाई है लेकिन यह प्रोजेक्ट तय कार्यक्रम के अनुसार आगे नहीं बढ़ रही है तो प्रोजेक्ट को ओरिजिनल टारगेट पर वापस लाने के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं तो लगभग किसी भी प्रोजेक्ट में देरी और अप्रत्याशित घटनाओं के अधीन होगा जो हमारे नियंत्रण में नहीं है तो प्रोजेक्ट प्रबंधक को कार्यों में से एक इसलिए यहां हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजर का एक कार्य यह पहचानना है कि यह कब हो रहा है इसका मतलब है कि जब यह देरी हो रही है जब ये अप्रत्याशित घटनाएं ठीक हो रही हैं इसलिए जब इनकी पहचान करना प्रोजेक्ट मैनेजर का महत्वपूर्ण कार्य है अप्रत्याशित घटनाएँ या ये देरी जो वे कर रहे हैं इसलिए और प्रोजेक्ट टीम को न्यूनतम देरी और व्यवधान के साथ उसे समस्या के प्रभावों को कम करने का प्रयास करना चाहिए इसलिए उसे अप्रत्याशित घटनाओं पर इन देरी को संभालने के लिए किसी भी तरह कम करने की कोशिश करनी चाहिए ज्यादातर मामलों में प्रोजेक्ट मैनेजर या कम से कम शुरू में हम क्या कह सकते हैं उसे यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि यह निर्धारित प्रोजेक्ट की समाप्ति तिथि अप्रभावित रहे जो कुछ भी हो सकता है कि बीच बीच में वह कोशिश करे कि प्रोजेक्ट की समाप्ति तिथि वह प्रभावित न हो यह बिना प्रभाव के रहना चाहिए इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए इसलिए उसे इस बात का अत्यंत ध्यान रखना चाहिए कि प्रोजेक्ट की अंतिम तिथि नहीं बदलनी चाहिए तो यह कई तरीकों से किया जा सकता है हम कुछ तरीकों को देखेंगे कि कैसे हम जो कुछ भी समस्या हो सकती है उसके बीच में हम कैसे यह देखने की कोशिश कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट की अंतिम तिथि अभी भी पूरी हुई है यह अप्रभावित है शेष एक्टिविटीयों को छोटा करके यह कहा जा सकता है कि अब तक हमने किन एक्टिविटीयों को अंजाम दिया है और क्या बाकी हैं तो समय कम है तो हम क्या कर सकते हैं हम शेष कुछ एक्टिविटीयों को छोटा कर सकते हैं हम उनके एग्जीक्यूशन टाइम को कम कर सकते हैं या हम शेष प्रोजेक्ट की समग्र अवधि को छोटा कर सकते हैं तो क्या कुल प्रोजेक्ट 1 वर्ष और 6 महीने तक कहती है यदि 50 प्रतिशत एक्टिविटीयां खत्म नहीं हुई हैं हमें शेष प्रोजेक्ट की ओवरऑल अवधि को कम करना होगा तो ये अलग अलग तरीके हैं जिनका अनुसरण करके हम प्रोजेक्ट को ओरिजिनल शेड्यूल या ओरिजिनल टारगेट पर वापस ला सकते हैं तो अब लेकिन यह हमेशा आपकी योजना में देरी करने करने के लिए सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया नहीं है हमेशा यह वास्तव में किसी योजना को बाधित करने के लिए उपयुक्त या उपयुक्त नहीं होता है इसलिए ओवरटाइम भुगतानों में काफी रकम खर्च करने की भी बात है यह भी नहीं है कि इसकी बहुत कम आवश्यकता है कि हमेशा आपके पास एक उच्चतर जनशक्ति होगी या आप अपने मौजूदा कर्मचारी को एक प्रोजेक्ट को गति देने के लिए समय के आधार पर नियुक्त करेंगे यह भी हर बार व्यवहार्य नहीं हो सकता है और विशेष रूप से अगर ग्राहक को डिलीवरी से अधिक चिंता नहीं है अगर वह स्वीकार करता है कि डिलीवरी की डेट थोड़ी देर हो सकती है या अन्य सदस्यों के लिए अन्य एक्टिविटीयों में कोई मूल्यवान काम नहीं है फिर आप उन्हें ओवरटाइम में क्यों नियुक्त करेंगे और आप अतिरिक्त पैसे क्यों देंगे की जरूरत नहीं है तो वहाँ हैं लेकिन हम देखते हैं कि हम कैसे वापस आ सकते हैं या प्रोजेक्ट कैसे ओरिजिनल लक्ष्य पर वापस आ सकती है इसलिए दो मुख्य रणनीतियाँ हैं तो एक महत्वपूर्ण पथ को छोटा कर रहा है दो एक्टिविटी की पहले की आवश्यकता को बदलकर आइए हम पहले एक को देखें कि कैसे महत्वपूर्ण पथ की लंबाई को छोटा किया जाए ताकि हम ओरिजिनल लक्ष्य तिथि पर वापस आने का प्रयास कर सकें इस समस्या को हल करने के कई तरीके हैं नंबर 1 जोड़कर रिसोर्सेज आप अधिक रिसोर्सेज जोड़ सकते हैं विशेष रूप से अधिक स्टाफ के सदस्य यह अधिक लागत को जन्म देगा फिर एक साथ रिसोर्सेजों का उपयोग बढ़ाना अगर कुछ चीजें कुछ एक्टिविटीयां समानांतर रूप से चल सकती हैं तो एक साथ या असाइन किए गए एक साथ रिसोर्सेज दे सकती हैं शायद एक साथ या क्या जनशक्ति या एक साथ कंप्यूटर या एक साथ आउटपुट डिवाइस या एक साथ इनपुट डिवाइस ताकि कुछ एक्टिविटीयां समानांतर रूप से चल सकें किसी प्रोजेक्ट की ओवरऑल अवधि कैसे निर्धारित की जाती है यह वर्तमान द्वारा निर्धारित किया जाता है जोखिम भरा रास्ता तो तेजी इसलिए यदि आप गैर राजनीतिक पथ एक्टिविटीयों को तेज करने का प्रयास करेंगे इसका मतलब है अन्य गैर राजनीतिक रास्तों पर पड़ी एक्टिविटीयाँ तब इसका उद्देश्य हल नहीं होगा यह प्रोजेक्ट पूर्ण होने की डेट को आगे नहीं लाएगा महत्वपूर्ण एक्टिविटीयों के लिए कर्मचारियों को पुनः लोड करें इसलिए कुछ कर्मचारियों को गैर राजनीतिक एक्टिविटीयों से दूर ले जाएं और उन्हें महत्वपूर्ण पथ पर पड़ी एक्टिविटीयों के लिए पुनः वितरित करें और फिर गुंजाइश कम करें अन्यथा आप कम कर सकते हैं कि ओरिजिनल गुंजाइश क्या है अब हम देखते हैं कि सभी स्कोपों को प्राप्त करना संभव नहीं है इसलिए हम इस दायरे को कम कर सकते हैं और अंतिम विकल्प गुणवत्ता को कम कर सकते हैं यदि समय की सीमित मात्रा के साथ वांछित गुणवत्ता प्राप्त करना संभव नहीं है आपको गुणवत्ता को कम करने के लिए मजबूर किया जाएगा ताकि प्रोजेक्ट को ओरिजिनल डेट को स्पेसिफाइड तिथि पर पूरा किया जा सके ओरिजिनल इस तरह अब तक आइए देखते हैं कि क्रिटिकल मार्ग को कैसे छोटा किया जाए तो इस माध्यम से हम कुछ समय के लिए प्रयास कर सकते हैं महत्वपूर्ण एक्टिविटीयों के लिए समयसीमा को कम करने के लिए जब तक कि हमारे पास कोई अन्य समय न हो हम या तो प्रोजेक्ट को शेड्यूल में वापस लाएंगे या आगे चलकर अनप्रॉडक्टिव या गैर लागत प्रॉडक्टिव प्रभावी होंगे इसलिए इन तरीकों का हम अनुसरण कर सकते हैं ताकि क्रिटिकल पथ को एग्जीक्यूट करने के लिए जो महत्वपूर्ण पथ या समय आवश्यक हो वह अब कम हो जाएगा इसलिए इन चीजों को तब तक जारी रखा जाना चाहिए जब तक कि हम इस प्रोजेक्ट को वापस नहीं लाते हैं ओरिजिनल शेड्यूल ओरिजिनल लक्ष्य या यदि हम यह साबित करेंगे या यदि हम इसे उचित ठहरा सकते हैं अगर हम आगे ऐसा करेंगे तो यह अनप्रॉडक्टिव होगा या यह लागत प्रभावी नहीं है तो हमें इस एक्टिविटी को यहाँ रोकना चाहिए इसलिए याद रखें कि किसी महत्वपूर्ण पथ को छोटा करने के कारण कुछ अन्य मार्ग या रास्ते महत्वपूर्ण हो जाते हैं इसलिए जब आप एक महत्वपूर्ण मार्ग को छोटा कर रहे हैं तब यह हो सकता है कि कुछ अन्य मार्ग महत्वपूर्ण हो सकते हैं ठीक है या तो केवल एक पथ या एक से अधिक पथ भी महत्वपूर्ण पथ को छोटा करने की प्रक्रिया के दौरान महत्वपूर्ण हो जाते हैं तो आपको इस मामले को तदनुसार संभालना होगा अब हम दूसरा विकल्प देखते हैं कि यह रिसोर्सेज जोड़ रहा है विशेष रूप से स्टाफ के सदस्य इसलिए कर्मचारियों को कड़ी मेहनत करने के लिए उकसाने का कुछ असर हो सकता है हालांकि अक्सर कार्रवाई का एक अधिक सकारात्मक रूप आवश्यक होता है जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण एक्टिविटी के लिए उपलब्ध रिसोर्सेजों को बढ़ाना इसलिए जब भी आपने कर्मचारियों को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया है इसका निश्चित रूप से कुछ प्रभाव हो सकता है और कार्रवाई के अधिक सकारात्मक रूप की आवश्यकता होती है जैसे कि आपको कुछ महत्वपूर्ण एक्टिविटी के लिए उपलब्ध रिसोर्सेजों को बढ़ाना होगा तो आपको उन रिसोर्सेजों को बढ़ाने के लिए किन अन्य रिसोर्सेजों की आवश्यकता है उदाहरण के लिए मान लें कि आप जरूरी एनालिसिस कर रहे हैं आप इस प्रक्रिया का पता लगा रहे हैं प्रोसेस की फैक्ट फाइंडिंग कर रहे हैं तब यह प्रक्रिया हो सकती है या यूजर्स का इंटरव्यू लेने के लिए एक एक्स्ट्रा एनालिस्ट एलोकेट करके इस एक्टिविटी को तेज किया जा सकता है आप इंटरव्यू और एक प्रश्न पर ऑनसाइट ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड समीक्षा वगैरह जैसी तकनीकों को खोजने वाले अलग अलग तथ्य जानते हैं इसलिए यदि आप तथ्यों को एकत्र करने के लिए इंटरव्यू विधि का उपयोग कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं प्रक्रिया को गति देने के लिए आप असाइन कर सकते हैं आप कर सकते हैं तो यह संभावना नहीं है हालाँकि एक छोटे मॉड्यूल की कोडिंग को एक अतिरिक्त प्रोग्रामर को आवंटित करके छोटा किया जाएगा देखें एक प्रोग्रामर कोडिंग कर रहा है और यदि आप कहेंगे कि मैं कोडिंग प्रक्रिया को तेज करूंगा मैं एक और कार्यक्रम आवंटित करूंगा या दो प्रोग्रामर करेंगे जो एक्टिविटी को गति देने में मदद नहीं करेगा और यह उल्टा हो सकता है क्योंकि अतिरिक्त समय जो कार्यों को व्यवस्थित करने और एलोकेट करने और संचार करने के लिए अधिक आवश्यक है इसलिए आपको इस तरह का काम नहीं करना चाहिए तो आपको समझदार ढंग से सोचना होगा कि कौन सी एक्टिविटीयां हो सकती हैं क्या गति हो सकती है अतिरिक्त कर्मचारियों को आवंटित करके तो आपको समझदार तरीके से सोचना है इसलिए अधिक कर्मचारियों को शामिल करते हुए शायद प्रगति को गति देने में सक्षम हो यह ए पर होना चाहिए अतिरिक्त लागत यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूं आप अधिक स्टाफ सदस्य ले सकते हैं लेकिन जाहिर है इसमें अधिक लागत लगेगी हमने पिछली कक्षा के ईवी जैसे शब्दों पर चर्चा की है जो अर्न वैल्यू पीवी प्लैंड वैल्यू एसवी शेड्यूल वैरियेंस सीवी कॉस्ट वैरियेंस वगैरह पर चर्चा करते हैं इसलिए यदि हम इस बात को ईवी के संदर्भ में व्यक्त करेंगे तो एक नकारात्मक शेड्यूल में कमी हो सकती है यदि यह नेगेटिव शेड्यूल वैरियेंस है तो कम किया जा सकता है लेकिन बढ़ती हुई नकारात्मक कॉस्ट वैरियेंस की कीमत पर इसलिए यदि हम एक स्टाफ सदस्य जोड़ेंगे तो गणितीय रूप से हम कह सकते हैं कि यह नकारात्मक शेड्यूल वैरियेंस इसे कम कर सकता है लेकिन एक नकारात्मक और कॉस्ट वैरियेंस सीवी बढ़ाने की कीमत पर अब एक साथ रिसोर्सेजों का उपयोग बढ़ाएं तो एक रिसोर्सेज स्तर को बढ़ाया जा सकता है उन्हें लंबे समय तक उपलब्ध कराना तो रिसोर्सेज स्तर आप क्या कर सकते हैं आप उन्हें बढ़ा सकते हैं और उन्हें अधिक समय तक उपलब्ध करा सकते हैं इस प्रकार कर्मचारियों को ओवरटाइम काम करने के लिए कहा जा सकता है यदि कर्मचारी रोजाना 8 घंटे काम कर रहा है फिर आप क्या कर सकते हैं उनसे अनुरोध किया जा सकता है कि किसी एक्टिविटी की अवधि के लिए शायद 2 घंटे या 4 घंटे में ओवरटाइम काम करें और प्रतिस्पर्धी रिसोर्सेजों को भी आपको ओवरटाइम के दौरान प्रदान करना चाहिए उन्हें उस समय उपलब्ध कराया जाना चाहिए जैसे शाम या सप्ताहांत या छुट्टियां वगैरहअन्यथा वे मुश्किल हो सकते हैं एक और बात यह है कि महत्वपूर्ण एक्टिविटीयों के लिए एक वास्तविक कर्मचारी प्रोजेक्ट मैनेजर महत्वपूर्ण पथ पर एक्टिविटीयों के लिए अधिक कुशल कर्मचारियों को आवंटित करने या महत्वपूर्ण और गैर राजनीतिक एक्टिविटीयों के बीच रिसोर्सेजों की अदला बदली करने पर विचार कर सकता है इसलिए दो महत्वपूर्ण एक्टिविटीयाँ हैं जैसे कि आप महत्वपूर्ण एक्टिविटी या गैर गैर राजनीतिक एक्टिविटी को जानते हैं इसलिए यदि आप देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद प्रोजेक्ट में देरी हो रही है उन महत्वपूर्ण एक्टिविटीयों में देरी हो रही है जो आप कर सकते हैं आप स्टाफ के कुछ सदस्यों को स्थानांतरित कर सकते हैं आप कुछ को स्वैप कर सकते हैं या तो आप कर्मचारियों के कुछ सदस्यों को गैर राजनीतिक एक्टिविटीयों से महत्वपूर्ण एक्टिविटीयों में स्थानांतरित या स्वैप कर सकते हैं ताकि आप महत्वपूर्ण पथ एक्टिविटीयों की समय सीमा को पूरा करने का प्रयास कर सकें जब किसी प्रोजेक्ट को वास्तव में निष्पादित किया जाता है तो महत्वपूर्ण मार्ग वास्तविक अवधि के रूप में बदल सकता है एक्टिविटीयों के ओरिजिनल अनुमानों और कर्मचारियों के आवंटन से भिन्न हो सकते हैं शायद इसे प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाए यह बहुत सही है कि जब प्रारंभ एक्टिविटीयां एग्जीक्यूट हो रही हों प्रारंभ में आपके पास महत्वपूर्ण मार्ग है आपने पहचान लिया है कि योजना में महत्वपूर्ण मार्ग क्या है लेकिन वास्तव में जब प्रोजेक्ट चल रही है तो एक्टिविटीयां वास्तविक के कारण चल रही हैं चलने का समय निष्पादन का समय महत्वपूर्ण एक्टिविटीयों की अवधि में परिवर्तन हो सकते हैं और इसलिए महत्वपूर्ण मार्ग को बदला जा सकता है इसलिए यदि महत्वपूर्ण मार्ग आपके अनुसार बदल गया है तो वह वही होगा जो ओरिजिनल अनुमानों और कर्मचारियों के आवंटन से अलग होता है जो आपने ओरिजिनल रूप से बनाया है जिसे बदला जा सकता है इसलिए तदनुसार आपको इस योजना को बदलना होगा और आपको तदनुसार रिसोर्सेजों का अनुमान लगाना होगा तदनुसार महत्वपूर्ण पथ अवधि में इस बदलाव के आधार पर महत्वपूर्ण एक्टिविटीयों के लिए कर्मचारियों को सचेत करना होगा इसलिए यह मैंने पहले ही आपको गुंजाइश कम करने के बारे में बताया है जितना काम किया जा सकता था इसे वितरित की जाने वाली कार्यक्षमता के स्कोप को कम करके कम किया जा सकता है यदि आप देखते हैं कि वास्तव में प्रोजेक्ट में देरी हो रही है हम सभी को पूरा नहीं कर सकते हैं हम सभी को प्राप्त नहीं कर सकते हैं जो प्लैंड स्कोप हैं फिर हम इस स्कोप को कम कर सकते हैं जितना काम किया जा सकता है उस स्कोप को घटाकर कम किया जा सकता है लेकिन क्लाइंट समय पर वादा किए गए फीचर्स का सबसेट होना पसंद कर सकता है तो ग्राहक निश्चित रूप से वह समय पर वादा सुविधाओं का एक सबसेट है चाहते हो सकता हैइसका मतलब है कि आपने सॉफ़्टवेयर आवश्यकता विनिर्देश के दौरान सहमति व्यक्त की है इसलिए विशेष रूप से अगर वे पूरे आवेदन की देरी के बजाय सबसे उपयोगी हैं इसलिए पूरे आवेदन में देरी करने या देने के बजाय ग्राहक यह चाहते हैं कि कुछ सुविधाओं का वादा समय पर किया जा सके और ओरिजिनल ट्रैक पर प्रोजेक्ट को वापस पाने के लिए एक विकल्प भी है यह गुणवत्ता को कम कर रहा है कुछ गुणवत्ता संबंधी एक्टिविटीयों जैसे कि सिस्टम टेस्टिंग वगैरह से पर्दा उठाया जा सकता है क्योंकि बहुत कम समय है और इससे संभवतः live लाइव 'प्रणाली के लिए अधिक सुधारात्मक कार्य हो सकते हैं एक बार इसे लागू कर दिया गया इसलिए गुणवत्ता को कम करके हम यह भी कोशिश कर सकते हैं कि ओरिजिनल लक्ष्य पर वापस जाएं लेकिन आप देखते हैं कि यदि आप कम कर रहे हैं तो ग्राहक कभी कभी सहमत नहीं हो सकते हैं क्वालिटी अगर हम सिस्टम के टेस्टिंग को छोड़ रहे हैं तो ग्राहक सहमत नहीं हो सकता है इसलिए वहाँ क्या है संदेह है या क्या है आप दुविधा में हैं कि इस मामले में क्या करना है और इसके बाद यह अंतिम विकल्प है कि ये सभी क्या बात क्या या यदि आप महत्वपूर्ण एक्टिविटीयों को कम करने में सक्षम नहीं हैं इसलिए यह अंतिम विकल्प है कि हमें पहले वाली आवश्यकताओं पर फिर से विचार करना होगा इसलिए यदि हम क्रिटिकल एक्टिविटीयों को कम करने का प्रयास कर रहे हैं तो यह पर्याप्त साबित होता है कि हमें क्या करना चाहिए अगला कदम उन बाधाओं पर विचार करना है जिनके द्वारा कुछ एक्टिविटीयों को स्थगित करना पड़ता है कुछ एक्टिविटीयों ने दूसरों के लंबित कार्यों को स्थगित कर दिया है इसलिए एक्टिविटी नेटवर्क में कुछ एक्टिविटीयाँ हमने एक्टिविटीयों को पहले ही पहचान लिया है इसलिए यदि महत्वपूर्ण एक्टिविटी हम महत्वपूर्ण एक्टिविटीयों को कम या कम नहीं कर सकते हैं या यह अपर्याप्त साबित होगी फिर हमें उन अन्य बाधाओं पर विचार करना होगा जिनके द्वारा कुछ एक्टिविटीयों को दूसरों के पूरा होने तक लंबित रखा जाना है इसलिए ओरिजिनल प्रोजेक्ट नेटवर्क को संभवतः मान लिया जाएगा सामान्य वर्किंग प्रैक्टिस एक आदर्श स्थिति है जब आप विचार कर चुके होते हैं कि आपने ओरिजिनल प्रोजेक्ट नेटवर्क या एक्टिविटी नेटवर्क क्या बनाया होगा वहां हमने दो महत्वपूर्ण चीजों को माना है कि प्रोजेक्ट आदर्श परिस्थितियों में चल रही है और सामान्य वर्किंग प्रैक्टिस का पालन किया जाता है लेकिन मैं व्यवहार में ऐसा नहीं होगा तो यही कारण है कि हम करने के लिए है हमें पहले वाली आवश्यकताओं पर पुनर्विचार करना होगा यह हो सकता है कि प्रोजेक्ट की डिलीवरी की डेट से बचने के लिए अब यह सवाल उठने लायक है कि क्या अभी तक जो एक्टिविटी शुरू नहीं हुई है वास्तव में दूसरों के पूरा होने का इंतजार तो नहीं करना है तो क्या यह संभव है कि अंत से बचने के लिए अंतिम प्रोजेक्ट डिलीवरी की डेट से बचें क्या प्रोजेक्ट अंतिम प्रोजेक्ट डिलीवरी की डेट के अंत में हम यह सवाल कर सकते हैं कि क्या यह संभव है कि अनस्टार्ट किए गए कार्य वास्तव में दूसरों के पूरा होने तक इंतजार कर सकते हैं तो यह उस पर एक विशेष ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है कि यह सामान्य यूजर टेस्टिंग शुरू करने से पहले सिस्टम परीक्षण पूरा करना सामान्य हो सकता है आइए हम एक उदाहरण देखें कि हम पहले वाली आवश्यकताओं पर पुनर्विचार कैसे कर सकते हैं यूजर टेस्टिंग शुरू करने से पहले आमतौर पर सिस्टम परीक्षण होना चाहिए या आयोजित किया जाना चाहिए पहले सिस्टम टेस्टिंग पूरी करें फिर आप यूजर्स को ट्रेनिंग दे सकते हैं लेकिन अगर हम ऐसा कर रहे हैं इसका मतलब है यह यूजर टेस्टिंग प्रणाली पर निर्भर है परिक्षण सिस्टम टेस्टिंग के बाद फिर यूजर टेस्टिंग शुरू करें लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है आप क्या कर सकते है प्रोजेक्ट के देर से पूरा होने से बचने के लिए क्या किया जा सकता है कि हमें पहले अभ्यास शुरू करने वाले सामान्य अभ्यास को बदलना होगा और फिर आप इस प्रशिक्षण के पूरा होने के बाद क्या कर सकते हैं तब आप सिस्टम टेस्टिंग कर सकते हैं आप सामान्य अभ्यास को बदल सकते हैं आप पहले वाली आवश्यकताओं को बदल सकते हैं तो अब हम यह मान लेंगे कि ट्रेनिंग सिस्टम टेस्टिंग पर निर्भर नहीं है ताकि पहले सिस्टम टेस्टिंग किया जा सकता है क्षमा करें पहले यह ट्रेनिंग किया जा सकता है और फिर सिस्टम टेस्टिंग किया जा सकता है तो अब पहले वाली बाधा को दूर करने का एक तरीका एक एक्टिविटी को एक कॉम्पोनेंट में विभाजित करना है जो तुरंत शुरू हो सकता है और एक वह जो अभी भी देखने से पहले बाधा है इसलिए पहले वाली बाधाओं को दूर करने का एक तरीका यह है कि हम एक्टिविटी को एक घटक में विभाजित कर सकते हैं जो तुरंत शुरू हो सकता है और एक जो अभी भी पहले से विवश है यह बाधा के अधीन है इसलिए उदाहरण के लिए मान लें कि उपयोगकर्ता के पास एक यूजर मैनुअल को एक ड्राफ्ट में तैयार किया जा सकता है फार्म से सिस्टम स्पेसिफिकेशन और फिर इस बाद के बदलावों को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया जाए कि हम यहां क्या कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि पहले एक हम एक उपयोगकर्ता पुस्तिका तैयार करना चाहते हैं हम क्या कर सकते हैं हम एक प्रारूप तैयार कर सकते हैं कहाँ से बाद के परिवर्तनों को समायोजित करने के लिए किस सिस्टम स्पेसिफिकेशन और फिर बाद में इसे रिवाइज किया जा सकता है अगर हम इस तरह से पहले वाली आवश्यकताओं को बदलने का निर्णय लेते हैं यह स्पष्ट रूप से है यह जानना महत्वपूर्ण है कि एक क्वालिटी से समझौता किया जा सकता है इसलिए यदि आप कुछ मामलों में पहले वाली आवश्यकताओं को बदल देंगे तो क्या होगा गुणवत्ता से समझौता किया जा सकता है और जहां क्वालिटी की आवश्यकता होती है वहां समझौता करने के लिए एक निर्णय लिया जाता है इसलिए हमें एक समझदार निर्णय लेना होगा कि हम गुणवत्ता के साथ समझौता कर सकते हैं या नहीं क्योंकि हम पहले वाली आवश्यकताओं को बदलने के कारण पहले वाली आवश्यकताओं को बदल रहे हैं यह क्या गुणवत्ता समझौता किया जा सकता है तो चाहे एक ग्राहक इसे क्वालिटी के साथ समझौता मान सकता है या नहीं हमें एक समझदार निर्णय लेना होगा कि क्या हम उस क्वालिटी से समझौता कर सकते हैं जब हम पहले वाली आवश्यकताओं को बदल रहे हैं यह उस डिग्री का चेक करने के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जिसमें वर्क प्रैक्टिस में परिवर्तन से जोखिम होता है तो इस दौरान क्या पहले वाली आवश्यकताओं पर फिर से विचार करना अब डिग्री का आकलन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि काम के तरीकों में बदलाव से जोखिम बढ़ जाता है उदाहरण के लिए एक मॉड्यूल कोडिंग शुरू करना संभव है इससे पहले कि इसका डिज़ाइन पूरा हो गया हो सामान्य रूप से देखें सामान्य अभ्यास कहता है कि पहले हमें आवश्यकता विश्लेषण करना चाहिए फिर डिजाइन करना फिर कोडिंग फिर परीक्षण करना इसलिए अगर किसी ने कहा कि पहले हम कोडिंग शुरू करेंगे और बाद में हम परीक्षण करेंगे फिर तुम देखते हो कि क्या है क्या समस्या होगी तो यह सामान्य रूप से होगा हालाँकि ऐसा करने के बाद से मूर्खतापूर्ण माना जाता है समझौता गुणवत्ता यहाँ यह एक हो जाएगा यह मूर्खतापूर्ण होगा और साथ ही यह हो सकता है कि आप क्वालिटी के साथ समझौता कर सकते हैं और इसमें जोखिम भी शामिल होगा क्योंकि यदि आप पहले कोडिंग कर रहे हैं तो डिज़ाइन करें और फिर अंतिम डिज़ाइन पर परिवर्तन होंगे तब फिर क्या होगा आपको कोड में बहुत सारी चीजों को फिर से करना होगा इसलिए यह उचित नहीं है तो यही कारण है कि पहले वाली आवश्यकताओं को बदलने से पहले कृपया आप चेक करें कि क्या है जिस हद तक काम के तरीकों में बदलाव आता है वे जोखिम को बढ़ाते हैं तो यहाँ शुरू कोड डिजाइन से पहले यह एक जोखिम भरा काम है और अगर डिजाइन में बदलाव हो तो आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे तो हालांकि और गुणवत्ता भी शायद क्या समझौता किया तो यही कारण है कि थोड़ी देर के लिए पहले वाली आवश्यकताओं में इन परिवर्तनों को करना या बनाना या सामान्य प्रथाओं को बदलना समझदार ढंग से सोचें और फिर कार्रवाई करें तो अब हमें संक्षेप में बताएं कि हमने क्या अध्ययन किया है कि कैसे पटरी पर वापस आना है पहले ग्राहक के साथ समय सीमा फिर से बातचीत करें अगर तरह का ग्राहक खुश है तो हाँ हम अभी भी कुछ दिनों तक प्रतीक्षा कर सकते हैं हम कुछ और दिनों की देरी को सहन कर सकते हैं फिर कोई बात नहीं यदि वह सहमत नहीं है यदि समय सीमा के संबंध में बातचीत संभव नहीं है तो यदि संभव नहीं है तो महत्वपूर्ण कार्य पथ को छोटा करने का प्रयास करें जो ओवरटाइम काम कर रहा है या आपके कर्मचारियों को ओवरटाइम काम करने की अनुमति देता है गैर क्रिटिकल से स्टाफ के सदस्यों को पुन आवंटित करके या महत्वपूर्ण एक्टिविटीयों के लिए कम दबाव वाले काम या अधिक कर्मचारियों को खरीदने या काम पर रखने से इसके अलावा आप प्रोजेक्ट को ट्रैक पर वापस लाने के लिए काम के दायरे को कम कर सकते हैं एक अन्य विकल्प यह है कि हम गुणवत्ता को कम कर सकते हैं ताकि समझौता करके गुणवत्ता के साथ हम समय पर प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हैं और अंतिम विकल्प यह है कि एक्टिविटी निर्भरताओं पर पुनर्विचार करना जहाँ भी संभव हो आप एक्टिविटी निर्भरता को बदल सकते हैं आप एक्टिविटीयों को ओवरलैप करके एक्टिविटी निर्भरताओं पर पुनर्विचार कर सकते हैं ताकि एक एक्टिविटी के शुरू होने पर दूसरे के पूरा होने और एक्टिविटीयों को विभाजित करने के लिए इंतजार न करना पड़े एक्टिविटीयों को विभाजित करके भी आप एक्टिविटी निर्भरता को बदल सकते हैं या इन एक्टिविटीयों को विभाजित करके आपने क्या किया आप एक्टिविटीयों के बीच निर्भरता को बदल सकते हैं इसमें भी इस तरह से भी आप वापस प्राप्त कर सकते हैं या प्रोजेक्ट हो सकती है प्रोजेक्ट को ओरिजिनल लक्ष्य या ओरिजिनल ट्रैक पर वापस लाया जा सकता है इन विकल्पों का पालन करके या इन विधियों का पालन करके लक्ष्य रेखा को पूरा करना संभव हो सकता है इसलिए इस कक्षा में हमने उन प्रायोरिटीओं पर चर्चा की है जो मॉनिटरिंग करते समय लागू की जा सकती हैं विभिन्न एक्टिविटीयों जैसे कि हमें महत्वपूर्ण पथ एक्टिविटीयों को एक सर्वोच्च प्रायोरिटी देनी चाहिए और हमें उन एक्टिविटीयों को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए जिनमें कोई फ़्लोट और वगैरह नहीं हैं और हमने इस प्रोजेक्ट पर भी चर्चा की है कि कैसे हम लक्षित विकल्पों पर वापस आ सकते हैं जो मैंने अभी बताए हैं हमने यहां संदर्भ ले लिए हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद